पिछले व्याख्यान में हम संगठन संरचना और टीम संरचना के बारे में चर्चा कर रहे थे टीम संरचना में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक टीम में कुछ संरचना होती है जिस तरह से सदस्य अपना काम रिपोर्ट टीम में किसी और को वहाँ पर देते हैं हमने पाया कि तीन प्रमुख टीम संगठन हैं एक छोटी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त लोकतांत्रिक टीम है जहां लगभग 7 8 व्यक्ति होते हैं बड़ी परियोजनाओं के लिए शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहां के फैसले सामूहिक रूप से हर किसी के द्वारा लिए जाते हैं यह अनुसंधान प्रकार की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है जहां बहुत नवाचार यानी है नए विचारों की आवश्यकता है लेकिन फिर यह इस मायने में अक्षम है कि बहुत समय चर्चाओं बैठकों आदि में चला जाता है हम मुख्य प्रोग्रामर टीम को देख रहे थे मुख्य प्रोग्रामर टीम में ये छोटी परियोजनाओं के लिए भी उपयुक्त हैं जहाँ मुख्य प्रोग्रामर के रूप में नामित एक व्यक्ति है वह परियोजना के लिए विशेषज्ञ है वह परियोजना के समग्र प्रभार में है उच्च स्तरीय समाधान प्रदान करता है परियोजना को काम के छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है टीम के सदस्यों को सौंपता है टीम के सदस्यों की निगरानी और उनकी निगरानी करता है और फिर उन्हें मदद करता है उनसे काम लेता है और एकीकरण करता है यह बहुत ही सरल प्रोग्रामर के लिए उपयुक्त है यह सरल समस्याओं के लिए एक बहुत ही कुशल टीम संरचना है क्योंकि शायद ही कभी बैठकों और इतने पर चर्चा में समय लगता है आइए पहले मुख्य प्रोग्रामर टीम को देखें हम पहले ही आखिरी व्याख्यान में लोकतांत्रिक टीम को देख चुके थे हम मुख्य प्रोग्रामर टीम के साथ शुरुआत करेंगे और फिर हम हाइब्रिड संगठन को देखेंगे नाम के रूप में मुख्य प्रोग्रामर टीम का कहना है कि हमारे पास एक प्रोग्रामर है जिसे मुख्य प्रोग्रामर के रूप में नामित किया गया है अन्य सभी टीम के सदस्य मुख्य प्रोग्रामर को रिपोर्ट करते हैं मुख्य प्रोग्रामर परियोजना के लिए जिम्मेदार है वह तकनीकी नेतृत्व है और प्रबंधकीय नेतृत्व भी टीम के अन्य सभी सदस्य उसे रिपोर्ट करते हैं वह समाधान की कल्पना करता है डिजाइन तैयार करता है टीम के विभिन्न सदस्यों को काम समझाता है उदाहरण के लिए प्रोग्रामर उन्हें समझा सकता है कि कोडिंग वास्तव में उन्हें क्या करना होगा नेटवर्क विशेषज्ञ को वह कह सकता है कि नेटवर्क समाधान की क्या आवश्यकता है परीक्षकों को वह कहेंगे कि कैसे परीक्षण करना है और इसी तरह किन पहलुओं का परीक्षण करना है आदि इसलिए यहां संपूर्ण परियोजना समाधान मुख्य प्रोग्रामर के पास है टीम के अन्य सदस्यों के पास परियोजना के केवल आंशिक विचार होते हैं वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि क्या चल रहा है लेकिन जो भी छोटे छोटे कामों के बारे में उन्हें समझाया गया है वे केवल वही जानते हैं और वे ऐसा करते हैं मुख्य प्रोग्रामर काम की निगरानी करता है कोई भी सहायता प्रदान करता है जिसे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है और जैसा कि अलग अलग टीम के सदस्य अपने काम को पूरा करते हैं काम की समीक्षा करते हैं और एक बार ये संतोषजनक ढंग से पूरा हो जाता है एकीकृत होता है और धीरे धीरे पूरी प्रणाली विकसित होती है यहां मुख्य प्रोग्रामर मुख्य व्यक्ति जिम्मेदार है वह एक प्रबंधक और एक तकनीकी विशेषज्ञ दोनों हैं वास्तुशिल्प डिज़ाइन का विस्तृत डिजाइन तैयार करते हैं और फिर टीम के सदस्यों के बीच कोडिंग आवंटित करते हैं टीम के सदस्यों को कोड लिखने में मदद करते हैं और स्वयं कोड के महत्वपूर्ण हिस्सों को लिखते हैं सभी इंटरफेसिंग मुद्दों को संभालते हैं कि विभिन्न भागों को कैसे एकीकृत किया जाए टीम के सदस्यों के काम की समीक्षा करते हैकुछ भी कमी होती है तो उन्हें समझाते है और उन चीजों को करने के लिए कहते है और मुख्य प्रोग्रामर अकेले ही कोड की हर लाइन को पूरा प्रोजेक्ट समझता है हर डिजाइन सब कुछ मुख्य प्रोग्रामर को पता होता है टीम के सभी सदस्यों के पास केवल आंशिक विचार होते हैं परियोजना के केवल छोटे हिस्से जो वे जानते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां एक बड़ी समस्या यह है कि अगर मुख्य प्रोग्रामर अपरिहार्य हो जाए तो क्या होगा यह परियोजना रुक जाएगी लेकिन फिर यह सरल परियोजनाओं को करने का एक बहुत ही कुशल तरीका है क्योंकि शायद ही इतना समय चर्चाओं में बर्बाद होता है मुख्य प्रोग्रामर सब कुछ करता है प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करता है समय पर सभी काम हो जाता है वह जानता है कि कितना समय लगता है क्योंकि वह वहां विशेषज्ञ है और इसलिए यह सरल परियोजनाओं को करने का सबसे तेज़ तरीका है लेकिन बड़ी परियोजनाओं के बारे में क्या न तो मुख्य प्रोग्रामर टीम और न ही लोकतांत्रिक टीम उपयुक्त है हमने कहा कि ये दोनों छोटी परियोजनाओं के लिए काम करते हैं मुख्य प्रोग्रामर कई अन्य प्रोग्रामर की देखरेख नहीं कर सकता है लोकतांत्रिक हर कोई हर किसी के साथ चर्चा करता है और इसलिए जैसे ही टीम का आकार बढ़ता है संचार पथ की संख्या बढ़ कर N square हो जाती है और जल्दी से यह बहुत बड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत अक्षम हो जाता है और इस कारण से बड़ी परियोजनाओं के लिए पदानुक्रमित टीम संरचना का उपयोग किया जाता है जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह पदानुक्रमित संगठन है जूनियर प्रोग्रामर हैं जो वरिष्ठ प्रोग्रामर को रिपोर्ट करते हैं वरिष्ठ प्रोग्रामर एक प्रोजेक्ट लीडर को रिपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट लीडर एक वरिष्ठ लीडर को रिपोर्ट करता है और इसी तरह यह प्रक्रिया चलती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पेड़ की संरचना यानी है जहां एक विशिष्ट भाग के लिए जूनियर प्रोग्रामर प्रोजेक्ट लीडर वरिष्ठ प्रोग्रामरों को काम सौंपता है परियोजना के विभिन्न हिस्सों को विभिन्न वरिष्ठ परियोजना प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है उनके पास जूनियर प्रोग्रामर का अपना समूह होता है और वे एक दूसरे से बात करते हैं यहां देखें कि निचले स्तर पर एक लोकतांत्रिक सेटअप है और शीर्ष स्तर पर एक मुख्य प्रोग्रामर स्थापित है मुख्य प्रोग्रामर के विपरीत तकनीकी नेतृत्व यहां परियोजना के नेता और वरिष्ठ प्रोग्रामर द्वारा दिया जाता है मुख्य प्रोग्रामर सरल कम मुश्किल परियोजनाओं के लिए सबसे अच्छी संरचना है लोकतांत्रिक टीम अनुसंधान उन्मुख अभिनव परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है लेकिन टीम के आकार के साथ संचार उपरि तेजी से बढ़ता है और इसलिए लोकतांत्रिक टीम का उपयोग छोटी परियोजनाओं के लिए भी किया जाता है बड़ी परियोजनाओं के लिए पदानुक्रमित टीम का उपयोग किया जाता है अब हम जोखिम प्रबंधन के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे कैसे एक परियोजना प्रबंधक जोखिम प्रबंधन करता है पहली बात यह है कि यहाँ जानने के लिए जोखिम क्या है एक परियोजना कई प्रकार के जोखिमों से ग्रस्त है PRINCE 2 मैं जोखिमों को भविष्य की घटनाओं के दुष्परिणामों के अवसर के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि परियोजना कई घटनाओं को आगे बढ़ाती है और जोखिम भविष्य की घटना का प्रतिकूल परिणाम है उदाहरण के लिए एक घटना यह हो सकती है कि एक टीम का सदस्य एक घटना छोड़ देता है और इसका एक प्रतिकूल परिणाम होता है जो अपना काम करेगा भविष्य की एक और घटना शायद यह हो कि बजट बहुत ही अड़चन बन जाता है ग्राहक को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फंडिंग इत्यादि प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है अब हम PM BOK परिभाषा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज को देखते हैं परिभाषा एक अनिश्चित घटना या स्थिति है अगर ऐसा होता है तो एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो यह एक घटना के बारे में फिर से समान परिभाषा है जो घटित हो सकती है या नहीं हो सकती है यह एक अनिश्चित घटना या स्थिति है यदि ऐसा होता है तो इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो एक सकारात्मक जोखिम है सकारात्मक जोखिम यह है कि कुछ अच्छा होता है उदाहरण के लिए ग्राहक कह सकते हैं कि आपको अतिरिक्त 2 महीने लग सकते हैं क्योंकि हमारे वास्तविक उत्पाद लॉन्च में देरी हो रही है आपके हिस्से के लिए आपको और 2 महीने लग सकते हैं इसलिए यह एक सकारात्मक जोखिम है नकारात्मक जोखिम जो शायद ग्राहक कहता है कि आपको इसे एक महीने पहले पूरा करना होगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च पूर्व निर्धारित किया गया है लेकिन इन सभी परिभाषाओं में जोखिम कुछ घटनाओं से संबंधित है जो भविष्य में हो सकता है वर्तमान में नहीं इसलिए जोखिम भविष्य में होने वाली कुछ घटना है और उस वजह से उत्पन्न होने वाली समस्या है कई प्रकार के जोखिम हैं जो एक परियोजना को नुकसान पहुंचा सकते हैं जोखिमों का एक संभावित वर्गीकरण बाजार जोखिम है बाजार जोखिम सफलतापूर्वक पूरा होने वाला प्रोजेक्ट है लेकिन तब बाजार की स्थिति बदल गई है और उत्पाद को बाजार में स्वीकार नहीं किया जाता है हो सकता है कि प्रतिस्पर्धी बेहतर उत्पाद के साथ आए हों हो सकता है कि तकनीक बदल गई हो और यह बाजार में अधिक स्वीकार्य न हो जिस विशिष्ट प्रकार की तकनीक के लिए इसे विकसित किया जा रहा था उसमें आगे उन्नति हुई है और और उत्पाद बाजार में स्वीकार्य नहीं है वे सभी बाजार जोखिम वाले बाजार जोखिम के उदाहरण हैं वित्तीय जोखिम ग्राहक द्वारा सम्मानित नहीं किए जाने से वित्तीय प्रतिबद्धता का जोखिम है ग्राहक दिवालिया हो गया परियोजना के लिए परियोजना के माध्यम से आधे रास्ते का भुगतान नहीं कर सकता है और इसी तरह प्रौद्योगिकी जोखिम यह है कि परियोजना कुछ प्रौद्योगिकी को मानती है और फिर परियोजना उस प्रौद्योगिकी के आधार पर आगे बढ़ती है लेकिन ऐसा हो सकता है कि परियोजना के पूरा होने से पहले बेहतर तकनीक विकसित हो जाए और उपयोग में आए तो प्रौद्योगिकी अप्रचलन प्रौद्योगिकी जोखिम का एक उदाहरण है और फिर परियोजना जोखिम होते हैं जैसे परियोजना की निजी छुट्टी एक विशिष्ट भूमिका के लिए प्रतिस्थापन खोजने में असमर्थ होती है अनुसूची में देरी हो जाती है और इत्यादि अब हम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों को देखते हैं शायद ही कोई परियोजना हो जिसमें जोखिम न हो हर परियोजना में कई दर्जनों जोखिम होते हैं जिसका सामना करना पड़ता है और यह परियोजना प्रबंधक के लिए जोखिमों को संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है और मोटे तौर पर दो विकल्प परियोजना प्रबंधक के लिए उपलब्ध हैं एक सक्रिय दृष्टिकोण है यहाँ परियोजना प्रबंधक अनुमान लगाता है और सोचता है कि वे कौन से जोखिम हैं जो परियोजना के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं सभी संभावित जोखिमों का अनुमान लगाएँ और यह भी योजना बताएं कि क्या कार्रवाई करनी है यदि जोखिम वास्तव में सच हो जाता है और फिर जोखिम सही हो जाता है तो नियोजित कार्रवाइयाँ करें और जोखिमों का प्रबंधन करें यह वह है जो प्रबंधकों के बीच बहुत लोकप्रिय है सक्रिय दृष्टिकोण लेकिन तब एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण होता है जहां परियोजना प्रबंधक जोखिमों का अनुमान नहीं लगा सकता है और इसलिए जब तक घटना नहीं होती है तब तक कोई कार्रवाई नहीं करता है आमतौर पर परियोजना प्रबंधक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं कि चूंकि जोखिम होता है क्योंकि ये जोखिम पूर्वानुमान योग्य नहीं होते हैं इसलिए परियोजना प्रबंधक द्वारा उन्हें पूर्वाभास नहीं किया जा सकता है जब तक कि unfavorable event वास्तव में नहीं होती है लेकिन सक्रिय दृष्टिकोण में हमने कहा कि प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण में जोखिम होता है जैसे वे होते हैं लेकिन प्रो सक्रिय दृष्टिकोण में परियोजना प्रबंधक जोखिमों से निपटने के बारे में कैसे बताता है बेशक जोखिम की आशंका है जोखिम पहचान जो इस परियोजना के लिए जोखिम हो सकता है अप्रत्याशित सभी जोखिमों को नोट करता है पता करता है कि तकनीकी जोखिम क्या हो सकता है परियोजना छोड़ने वाले लोगों की तरह क्या परियोजना जोखिम है क्या होगाशेड्यूल में देरी हुई क्या कार्रवाई की गई आदि इसलिए जोखिम से निपटने के लिए पहला कदम परियोजना की शुरुआत में सभी संभावित जोखिमों की पहचान करना है और एक बार जोखिम की पहचान हो जाने के बाद हमें जोखिमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है जोखिम का क्या प्रभाव पड़ेगा जो कि एक गंभीर जोखिम है सभी जोखिमों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है कौन से जोखिम सबसे अधिक हानिकारक हैं और फिर जोखिम की योजना क्या करना है जब जोखिम वास्तव में सच हो जाता है और फिर जैसे ही परियोजना आगे बढ़ती है जोखिम की निगरानी जोखिम की संभावना अधिक हो जाती है और इसी तरहजोखिम की वर्तमान स्थिति क्या है इस ढांचे में पहली चीज जोखिम की पहचान है प्रोजेक्ट मैनेजर जोखिम की पहचान कैसे करता है क्योंकि ये भविष्य की घटनाएं हैं और ये अनिश्चित घटनाएं हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जोखिमों का अनुमान कैसे लगाता है एक चेकलिस्ट का उपयोग करना है विभिन्न परियोजनाओं के दौरान होने वाले सामान्य जोखिमों का पता लगाएं जो उसने काम किया है या संगठन में चल रहे हैं और यह पता लगाता है कि अन्य परियोजनाओं का सामना करने वाले जोखिमों के प्रकार क्या थे और फिर यह पता लगाता है कि क्या इस तरह के जोखिम परियोजना के लिए प्रासंगिक होने की संभावना है जोखिम को पहचानने का दूसरा तरीका बुद्धिशीलता से है टीम के सदस्यों अन्य हितधारकों को प्राप्त करें और फिर अपनी चिंताओं और जोखिम वाले लोगों को प्राप्त करें और तीसरे प्रकार के जोखिम की पहचान यहां संभावित मानचित्रण है जो संभावित घटनाओं की पहचान कर सकती है और इन घटनाओं पर जो प्रभाव पड़ेगा वह बताएगी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए विभिन्न प्रकार के जोखिमों को जानना महत्वपूर्ण है जो विभिन्न परियोजनाओं पर आते हैं और इन जोखिमों के लिए संभावित जोखिम कम करने वाली तकनीकें क्या हैं बोहेम ने 10 सबसे लगातार जोखिमों की पहचान की है जो विकास परियोजनाओं को पीड़ित करते हैं और इसलिए यह प्रत्येक परियोजना प्रबंधक के लिए यह जानने के लिए काफी शिक्षाप्रद है कि अन्य परियोजनाओं को सबसे अधिक जोखिम क्या हैं और उन जोखिमों को संभालने के लिए सर्वोत्तम तरीके उपलब्ध हैं पहला जोखिम निश्चित रूप से जनशक्ति यानी से संबंधित है व्यक्तिगत छोटी गिरावट परियोजना में सक्षम जनशक्ति की कमी हमारे पास परियोजना व्यक्तिगत है लेकिन वे प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं परियोजना में देरी हो रही है यह यहां एक बड़ा जोखिम है और बोहेम सुझाव देते हैं कि इसी कमी की तकनीक कहती है कि परियोजना के साथ शुरू करने वाले कर्मचारियों को शीर्ष प्रतिभा मिलती है और परियोजना के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कैरियर विकास भी प्रदान करता है अवास्तविक समय और लागत अनुमान परियोजना प्रबंधक वास्तव में समय और लागत का सही अनुमान नहीं लगा सका और ग्राहक को एक गलत आंकड़ा उद्धृत किया और अब ग्राहक कहता है कि चूंकि आपने कहा था कि आप इसे इस बजट में और इस समय के भीतर करेंगे तो आप इसे करने में सक्षम क्यों नहीं हैं अधिक यथार्थवादी सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रबंधक को कई अनुमान तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है और इसे संभालने का एक तरीका वृद्धिशील विकास का उपयोग करके है क्योंकि दीर्घकालिक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है यह त्रुटि प्रवण है लेकिन एक अल्पकालिक अनुमान जो एक समय में एक विशेषता के लिए होता है अनुमान लगाने का एक बहुत सटीक तरीका है और वे दोनो जोखिम कम करने की तकनीक हैं गलत सॉफ्टवेयर फ़ंक्शन का विकास करना ग्राहक कुछ चाहता था और आखिरकार विकास टीम कुछ अन्य कार्यों को विकसित करती है जो ग्राहक खुश नहीं होता है कहते हैं कि हम इसे इस तरह नहीं चाहते थे और ऐसा बहुत बार होता है और इसके लिए जोखिम कम करने की तकनीक में सुधार सॉफ्टवेयर मूल्यांकन है उपयोगकर्ता यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ग्राहक को वास्तव में क्या चाहिए प्रोटोटाइप और ग्राहक द्वारा मूल्यांकन किया जाना ये जोखिम कम करने की तकनीक हैं गलत उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस विकसित करना यह भी कार्यक्षमता के समान जोखिम है यहां ग्राहक को वह इंटरफ़ेस पसंद नहीं आ सकता है यहाँ प्रोटोटाइप फिर से ग्राहक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है कार्य विश्लेषण एक उचित कार्य विश्लेषण करते हैं जहां एक विशिष्ट कार्य क्षमता या कार्य करने के लिए पहचान की जाती है कि आवश्यक इनपुट और आउटपुट क्या हैं परियोजना में उपयोगकर्ता की भागीदारी ये जोखिम कम करने की तकनीक है Gold plating gold plating में टीम के सदस्यों को लगता है कि ग्राहकों द्वारा कुछ सुविधाओं की सराहना की जा सकती है भले ही वे वास्तव में आवश्यकताओं में दस्तावेज़ न हों वे यह सोचकर कुछ विकसित करना शुरू करते हैं कि इस काम को बहुत सराहना मिलेगी यह बहुत उपयोगी होगा लेकिन तब ऐसा हो सकता है कि ग्राहक को उनकी आवश्यकता न हो वास्तव में यह सिर्फ समय की बर्बादी है यह सिर्फ परियोजना को विलंबित करता है लागत को बढ़ाता है जोखिम कम करने की तकनीक में स्क्रबिंग की आवश्यकता होती है जो कि बाद की सोच के रूप में डाली गई किसी भी आवश्यकता को छोड़ रही है और वास्तव में आवश्यक नहीं है उपयोगकर्ता एक प्रोटोटाइप संस्करण का मूल्यांकन करते हैं और कहते हैं कि यह आवश्यक है या नहीं आवश्यकताओं में देर से परिवर्तन जो ग्राहक बाद में कुछ बदलाव सुझा सकता है यहाँ परिवर्तन नियंत्रण यदि परिवर्तन वास्तव में होना है तो हमें किसी तरह से प्रभावी रूप से परिवर्तन को संभालने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और इसे परिवर्तन नियंत्रण कहा जाता है वृद्धिशील विकास ताकि ग्राहक आकस्मिक रूप से मूल्यांकन कर सके और परिवर्तन अंत में बहुत अधिक ना हो क्योंकि परिवर्तन परेशानी हैं यदि वे सब कुछ पूरा होने के बाद अंत में किया जाना है तो बाहरी रूप से आपूर्ति किए गए घटकों में कमी परियोजनाएं बाहर देती हैं अन्य डेवलपर्स को अन्य संगठनों को अनुबंध देती हैं और वे inferior work products में बदल सकते हैं यहां जोखिम से निपटने को बेंचमार्किंग निरीक्षण औपचारिक विनिर्देश अनुबंध समझौते और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से किया जाता है बाहरी रूप से किए गए कार्यों में कम गिरावट यहां एक घटक नहीं हो सकता है लेकिन एक कार्य जो बाहरी रूप से किया जाता है हो सकता है कि हम कोडिंग कहें या परीक्षण वगैरह करें यहां जोखिम कम करने की तकनीक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं प्रतिस्पर्धी डिजाइन वगैरह है प्रदर्शन की समस्याएं यहां जोखिम से निपटने के सिमुलेशन प्रोटोटाइप और ट्यूनिंग के माध्यम से होती हैं विकास तकनीकी रूप से बहुत कठिन हो जाता है जोखिम कम करने की तकनीक तकनीकी विश्लेषण के द्वारा लागत लाभ विश्लेषण प्रोटोटाइप ग्राहक को दिखाना टीम के सदस्यों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है प्रोटोटाइप वास्तविक समाधान और फिर निश्चित रूप से प्रशिक्षण विकसित करने में मदद करता है परियोजना प्रबंधकों को विभिन्न महत्वपूर्ण जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए कि पिछली परियोजनाओं में दिक्कत थी हैं और जोखिम कम करने की तकनीक क्या थी और ये बोहेम के अनुसार 10 सबसे लगातार जोखिम हैं और इसी जोखिम को कम करने वाली तकनीकों को उन्होंने पहचाना है प्रत्येक परियोजना प्रबंधक को यह जानना आवश्यक है हम वर्तमान व्याख्यान के लिए लगभग समय के अंत में हैं हम यहां रुकेंगे और अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे Thank you धन्यवाद